छात्रों का स्वागत है इसलिए लचीली बजट की अवधारणा को सीखने के बाद अब हम एक मिनी केस को हल करेंगे चर्चा करेंगे और एक लचीले बजट तैयार करने की प्रक्रिया को सीखने की कोशिश करेंगे और इस मामले में हमें पहले केस में दी गई जानकारी को समझना होगा यह पता लगाने की कोशिश करें कि इस केस में वास्तव में क्या आवश्यक है और इस जानकारी से लचीला बजट कैसे तैयार किया जाए सही आपके संदर्भ के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये केस वे दो केस जिनके बारे में मैंने मास्टर बजट में आपके साथ चर्चा की थी और इस केस जिसको मैं लचीले बजट के मामले में चर्चा कर रहा हूं उसके लिए मैंने प्रबंधन लेखांकन किताब से लिया है यह पुस्तक सीटी हॉर्न ग्रीन और स्ट्रैटन द्वारा लिखित प्रबंधन लेखांकन है और यह एक प्रिंट सोल प्रकाशन है ये सभी हल और अनसुलझे मामलों उप मामलों इस पुस्तक में दिए गए हैं तो आगे के संदर्भ के लिए और यदि आप इस प्रक्रिया को विस्तार से समझना चाहते हैं यदि आप यहां कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी भी संदेह के लिए आप उस पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है पुस्तक सीटी हॉर्न ग्रीन और स्ट्रैटन द्वारा प्रबंधन लेखांकन है और यह प्रिंट सोल पब्लिकेशन है तो उस पुस्तक में इन केसों को अनसुलझा दिया गया हैं तो हम इस केस को लेते है मैं उस किताबों से केस को ले रहा हूं जो पाठ्यक्रम योजना में भी दी गई हैं वह पहली पुस्तक है जो मैंने इस पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम योजना में दी है इसलिए आप उस पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं ये सभी केस उस पुस्तक में दिए गए हैं और मैं उस पुस्तक से इन अनसुलझे केसों जिक्र कर रहा हूं और इस अनसुलझे केस को मैं आपके संदर्भ के लिए यहां हल करने जा रहा हूं ताकि आप बजट की अवधारणाओं को समझ सकें मास्टर बजट और लचीला बजट को उचित तरीके से और अधिक विवरण में सही है तो अब हम समझते हैं कि इस केस में क्या आवश्यक है इस मामले में क्या जानकारी दी गई है अब यहाँ जो दिया गया है वह है ड्रेक शिपिंग कंपनी के महाप्रबंधक द्वारा कंपनी के संचालन प्रदर्शन के बारे में कंपनी के अध्यक्ष को दिया गया तिमाही रिपोर्ट कंपनी आगामी तिमाही के लिए विस्तृत अपेक्षाओं पर आधारित बजट का उपयोग करती है महाप्रबंधक ने अभी संघनित त्रैमासिक प्रदर्शन रिपोर्ट प्राप्त की है जो यहाँ प्रदर्शनी ८१० में है इसलिए यहाँ दी गई 810 प्रदर्शनी में महाप्रबंधक को केवल संघनित रिपोर्ट त्रैमासिक प्रदर्शन रिपोर्ट प्राप्त हुआ है और इस प्रदर्शनी में हमें बजट की जानकारी दी गई है हमें वास्तविक जानकारी दी जाती है और फिर हमें वे विचरण भी दिए जाते हैं जिनकी गणना की गई है इसलिए बजट जानकारी 800 के लिए थी यह 80 लाख राजस्व है और बजट 80 लाख के लिए था वास्तविक प्रदर्शन बिक्री या राजस्व 76 लाख रुपये है और हमने अंतिम स्तम्भ में विचरण दिया गया है और इसी तरह आप इसे देखिये जो दी गई जानकारी है महाप्रबंधक को यह रिपोर्ट केवल संघनित रिपोर्ट मिली है यद्यपि महाप्रबंधक पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं होने को लेकर परेशान हैं लेकिन वह खुश थीं कि उसका लागत प्रदर्शन अनुकूल था हालांकि राजस्व बहुत अधिक अनुकूल नहीं हैं उन्हें बड़ी सीमा तक राजस्व नहीं मिला है वे लक्ष्य तक नहीं हैं उदाहरण के लिए राजस्व लक्ष्य ८० लाख था और इस तिमाही में वास्तविक राजस्व ७६ लाख का हुआ है इसलिए राजस्व में कमी आई है लेकिन अगर लागत भाग की बात करें तो लागत में कमी आई है और इसे बहुत हद तक नियंत्रित किया गया है और लागत कम हो गई है तो आप कह सकते हैं कि विचलन प्रतिकूल हैं अंत में परिचालन आय में भी हैं यदि आप इसे देखते हैं तो यह नकारात्मक है यह प्रतिकूल है आप इसे कह सकते हैं कि यह कितना नकारात्मक है यह 224000 है परिचालन आय में लेकिन क्योंकि वास्तविक आय 396000 डॉलर है जबकि बजट की आय 620000 थी इसलिए 224000 का नकारात्मक विचलन है लेकिन फिर भी वह खुश है कि हालांकि राजस्व लक्ष्य तक नहीं है लेकिन लागत नियंत्रित होने से विचलन नियंत्रण से बाहर नहीं गए है नकारात्मक विचलन हैं लेकिन वे अभी भी बहुत बुरे नहीं है इसका मतलब है कि स्थिति अभी भी नियंत्रण में है अध्यक्ष पूरी तरह से नाखुश थे और टिप्पणी की मैं बजटीय प्रदर्शन के साथ वास्तविक प्रदर्शन की तुलना करने में कुछ योग्यता देख सकता हूं क्योंकि हम देख सकते हैं कि क्या वास्तविक राजस्व बजट प्रयोजनों के लिए हमारे सबसे अच्छे अनुमान के साथ मेल खाता है लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह प्रदर्शन रिपोर्ट मुझे लागत प्रदर्शन के मूल्यांकन में कैसे मदद करती है सही इसलिए बजट के बारे में दी गई इस जानकारी और वास्तविक जानकारी और हमें दिए गए विचरणओं को देखने के बाद यह पता चलता है कि यह जानकारी बिक्री परिवर्तनीय लागत और स्थिर लागत और परिचालन आय के बारे में है हमारे लिए क्या करना आवश्यक है ड्रेक शिपिंग के लिए राजस्व स्तर 70 लाख 80 लाख और 90 लाख डॉलर पर एक स्तम्भ या लचीला बजट तैयार करें यानी कि 70 लाख 80 लाख और 90 लाख डॉलर के बिक्री स्तर पर इसलिए अंतिम तीन स्तम्भ के प्रारूप का उपयोग करें इसलिए इसका मतलब है कि जिस प्रारूप पर मैंने आपके साथ पीपीटी में चर्चा की है हमें उस प्रारूप का उपयोग करना होगा और यह मान लेना होगा कि बेचे गए उत्पादों की कीमतें और मिश्रण बजटीय कीमतों और मिश्रण के बराबर हैं दूसरी आवश्यकता लागत के लिए सूत्र रूप में एक लचीला बजट है और तीसरी आवश्यकता एक संघनित टेबल तैयार करना है जिसमें मास्टर बजट विचलन जैसे बिक्री गतिविधि विचरण और लचीले बजट विचरण हो उसके लिए जो प्रारूप हमें उपयोग करना है वह पहले से ही है आपके साथ वैचारिक चर्चा भाग में यह बताया गया था कि प्रारूप पहले से ही PPT में दिया गया है इसलिए आप PPT को तीसरे विवरण के उद्देश्य के लिए संदर्भित करे और आप इस बारे में बहुत स्पष्ट होंगे कि एक वक्तव्य कैसे तैयार किया जाए जो हमें बिक्री गतिविधि विचलन और लचीला बजट विचरण की गणना करने में मदद करता है जहां आपको उत्पादन के समान स्तर के लिए स्थिर मास्टर बजट और लचीले बजट के बीच तुलना करना पड़ता है और फिर प्रदर्शन के वास्तविक स्तर और लचीले बजट के बराबर तुलना करना पड़ता है और फिर विचरण खोजने का प्रयास करना पड़ता है इसलिए यह अंतिम विवरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और उसके बाद हम उन कारणों का पता लगाने के लिए जा सकते हैं कि क्यों विचलन हुई हैं कहाँ लागत में वृद्धि हुई है कहाँ राजस्व है क्यों राजस्व में कमी आई है और क्या कारण हैं कि परिचालन प्रदर्शन लक्ष्य तक नहीं हुआ है या जिस परिचालन नुकसान की उम्मीद की जा रही है इसका मतलब है कि अगर आप उस आय के बारे में बात करते हैं जो 620000 डॉलर होने की उम्मीद थी लेकिन वास्तव में यह 396000 डॉलर है इसलिए यहाँ 220000 डॉलर के विचरण हैं और वे प्रतिकूल विचरण हैं इसलिए इन मामलों में आपको पता चल रहा होगा कि वे डॉलर में दिए गए हैं क्योंकि वे विदेशी लेखकों की किताब से हैं यह एक अमेरिकी लेखक हैं ये दो या तीन लेखक हैं यह लेखकों का समूह है सीटी हॉर्न ग्रीन स्ट्रैटन और एक और है वे अमेरिकी हैं इसलिए उन्होंने इसे अपने संदर्भ में लिखा है लेकिन यह हमें प्रभावित नहीं करता है क्योंकि अंततः यह प्रक्रिया एक ही है चाहे आप भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं या आप अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं लचीला बजट तैयार करने की प्रक्रिया समान है चाहे आप इसे डॉलर में या किसी अन्य मुद्रा में बना रहे हों लचीली बजट की अवधारणा या तरीके को सीखने में हमें यह प्रभावित नहीं करती है तो अब हमारा काम है कि हमें इन आवश्यक विवरणों को तैयार करना है और हमें उत्पादन के 70 लाख ८० लाख और ९० लाख यानि 7 मिलियन 8 मिलियन और 9 मिलियन राजस्व मूल्य के स्तर के लिए स्तंभ वाला लचीले बजट के साथ शुरू करनी है फिर हमें वास्तविक बिक्री स्तर 7600000 के साथ बजट के 80 लाख की तुलना करना है इसलिए हमे यहां जो बजट दिया गया है वह 80 लाख है और वास्तविक प्रदर्शन 76 लाख है इसलिए हम यहां यह करेंगे हमें दो काम करने होंगे नंबर एक मास्टर बजट 80 लाख के लिए है मतलब 8 मिलियन डॉलर वास्तविक प्रदर्शन 76 लाख डॉलर है इसलिए हमें इसकी तैयारी करते समय यहां यह करना है कि अंत में सारांश विवरण या विचलन विवरण को मास्टर बजट जिसका राजस्व मूल्य 8 मिलियन है की अंतिम स्तम्भ में रखेंगे उसके बाद तीसरे स्तम्भ में उत्पादन के वास्तविक स्तर के लिए लचीला बजट जो कि 76 लाख डॉलर है होगा और फिर दो संस्करणों की तुलना करें तो उन भिन्नताओं को बिक्री गतिविधि विचरण कहा जायेगा फिर आपको स्तम्भ नंबर एक को तैयार करना होगा जो वास्तविक प्रदर्शन या वास्तविक परिणाम या वास्तविक गतिविधि स्तर है और फिर स्तंभ संख्या तीन की तुलना स्तम्भ नंबर एक से करें और फिर आपको लचीले बजट विचरण का पता लगाना होगा इसलिए हम उस विवरण को तैयार करेंगे लेकिन इससे पहले इस केस में हमारी आवश्यकता उत्पादन और बिक्री के विभिन्न स्तरों और उत्पादन के इन विभिन्न स्तरों या शायद बिक्री लागत और परिचालन आय को तीन स्तरों 7 मिलियन 8 मिलियन और 9 मिलियन डॉलर के लिए बजट तैयार करने की है है जो पहले हम तैयार करेंगे और फिर हम उस विवरण को तैयार करेंगे जो प्रदर्शन का एक सारांश है जो मास्टर बजट के 8 मिलियन राजस्व के वास्तविक प्रदर्शन 76 मिलियन राजस्व के साथ तुलना करता है और हम उन भिन्नताओं के कारणों का पता लगाने का प्रयास करेंगे सही है तो अब हम बजट तैयार करते हैं मैं यहां शीर्षक लचीला बजट रखूंगा इसलिए इसका शीर्षक होगा लचीला बजट और विचरण विश्लेषण होगा यहां क्या करना आवश्यक है वह है लचीला बजट लचीला बजट और विचलन विश्लेषण और हमें यहां जो राशि लेनी है वह हजार डॉलर में है सही है अतः राशि हजारों डॉलर है जो हम यहां ले रहे हैं और आखिरकार हम इस बजट को तैयार करेंगे इसलिए इस उद्देश्य के लिए हमें तीन स्तरों के लिए तीन स्तंभों का बजट तैयार करना होगा और यदि आप इस बजट को तैयार करते हैं तो फिर से हमें एक विवरण तैयार करना होगा जैसे कि पहला स्तम्भ विशेषों के लिए है दूसरा गतिविधि के स्तर के रूप में है इसलिए यदि आप गतिविधि का स्तर लेते हैं तो पहली बार 7 मिलियन है फिर यह 8 मिलियन के लिए है फिर राजस्व के 9 मिलियन के स्तर या बिक्री के लिए है सही है इसलिए हम राजस्व के साथ शुरुआत कर रहे हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इन आंकड़ों को हजारों में ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह 70 लाख 80 लाख और फिर 90 लाख है और यह राशि क्या है आप यहां विशेष रूप से डालेंगे की यह बिक्री राजस्व है यह बिक्री स्तर या बिक्री राजस्व है जो 70 लाख 80 लाख और 90 लाख यानि 7 मिलियन 8 मिलियन और 9 मिलियन सही है अब हमें यहां लागत लेना होगा लागत को घटाना होगा लागत का पहला भाग जो कि परिवर्तनीय लागत है और परिवर्तनीय लागत क्या है पहला मद ईंधन है इसलिए हम इसे ले लेंगे क्योंकि यह ईंधन है और दूसरा मरम्मत और रखरखाव है इसलिए यह ईंधन लागत है इसलिए हमने जो बिक्री राजस्व लिया है वो 7 मिलियन 8 मिलियन और 9 मिलियन है इसलिए इसका मतलब है अब आप केंद्र बिंदु पर गौर करें जो 8 मिलियन राजस्व मूल्य है जो यहां हमें दिया गया है इसलिए अब हमें जो करना है वह यह है कि अब दो अन्य स्तरों के लिए बजट तैयार करना जो यहां तैयार नहीं है इसलिए यह स्थिर बजट की स्थिति है न की लचीले बजट की तो इसका मतलब है कि हमें पहले उस 8 मिलियन के बजट को 7 मिलियन और 9 मिलियन के राजस्व में बदलना होगा और उसके बाद हमें उस प्रदर्शन की तुलना करनी होगी जो वास्तविक है और जो 8 और 9 के कहीं बीच में है इसलिए यहां केंद्र बिंदु 8 मिलियन है इसलिए आप कह सकते हैं कि परिवर्तनीय लागत राजस्व या बिक्री के स्तर में बदलाव के समानुपातिक हैं इसलिए परिवर्तनीय लागत उसी अनुपात में बदलती है यदि राजस्व ऊपर जाता है तो चर लागत बढ़ जाएगी कुल परिवर्तनीय लागत बढ़ जाएगी यदि राजस्व नीचे आता है तो चर लागत में कमी आएगी इसलिए हम यहां मान रहे हैं कि उदाहरण के लिए 8 मिलियन राजस्व स्तर पर यहां ईंधन की लागत कितनी है यानी 160000 डॉलर तो यह १६०००० डॉलर है इसलिए मैं इसे यहां रख रहा हूं १६०००० डॉलर इसलिए आनुपातिक रूप से नीचे आने पर यह इस स्तर के लिए कितना होगा १४०००० होगा और यदि आप स्तर ८ मिलियन से बढ़ाकर ९ मिलियन कर दे तो यह क्या होगा यह 1800000 है इसलिए इस मामले में हमने आधार के रूप में राजस्व के 8 मिलियन मूल्य को लेते हुए तीन स्तरों के लिए ईंधन की लागत का पता लगाया है अगला मरम्मत और रखरखाव है इसलिए यदि आप मरम्मत और रखरखाव लेते हैं तो यहां मरम्मत रखरखाव लागत क्या है यहां दी गई मरम्मत और रखरखाव की लागत 80000 है इसलिए आनुपातिक रूप से हमें इसे बदलना होगा केस से 80000 हजार लेते हुए यहाँ लिखते है यह 70000 होगा और इस मामले में यह 90000 होगा जो कि मरम्मत और रखरखाव है अगला आइटम है अगला मद आपूर्ति और विविध है इसलिए यह आपूर्ति और विविध है इसलिए यह कितना है आपूर्ति और विविध कितना होने जा रहा है यह हमें 800 दिया गया है और इसके लिए यह 700 के रूप में आएगा और यह 900 के रूप में आएगा है ना यह आपूर्ति और विविध हुआ और फिर परिवर्तनशील पेरोल है अगला आइटम वैरिएबल पे रोल है इसलिए यदि हम वैरिएबल पे रोल लेते हैं तो यह 8 मिलियन के लिए कितना दिया हुआ है यह हमें 5360 दिया गया है इसलिए हम इसे 5360 के रूप में लेंगे और आनुपातिक रूप से इसे नीचे लाएंगे इसलिए यह चार छौ और कुछ होगा यह 4690 होगा और इस मामले में यह 6030 होगा ठीक है 6030 वेरिएबल पे रोल के रूप में है और क्या कुछ बचा है ईंधन मरम्मत और रखरखाव आपूर्ति और विविध वैरिएबल पे रोल ये हो गए तो इसका मतलब है कि हमने लगभग सब कुछ यहां ले लिया है केवल चार चीजें दी गई हैं इसलिए हमने यहां लिया है और कुल परिवर्तनीय लागत क्या है कुल परिवर्तनीय लागत कितना है आप इन सबको जोड़ दीजिये हम इसे कुल परिवर्तनीय लागत के रूप में ले रहे हैं और कुल परिवर्तनीय लागत 6400 है 64 सौ हजार या 64 लाख है इस स्तर पर यह आनुपातिक रूप से नीचे आ जाना चाहिए इसका मतलब है 56 लाख डॉलर और इस मामले में यह अपने आप 72 लाख डॉलर तक चला जायेगा सही है तो यह कुल परिवर्तनीय लागत है जो हम यहां ले रहे हैं अब हमें घटाव के लिए जाना होगा यह कुल परिवर्तनीय लागत है और अब हम स्थिर लागत के लिए जाएंगे यह कुल परिवर्तनीय लागत है जिसकी हमने यहां गणना की है अब हम निर्धारित लागत स्थिर लागत की गणना करते हैं और अंत में हम गणना करेंगे कुल लाभ का मतलब है कि हम कुल लागत की गणना करेंगे और परिचालन आय की गणना करेंगे तो अब तय लागत क्या है स्थिर लागत बिल्कुल नहीं बदलेगी क्योंकि 8 मिलियन स्तर के लिए स्थिर लागत 180 160 480 और 160 है वही रहेगा इसलिए आप इसे बदल नहीं सकते हैं इसलिए यह क्या है पहला पर्यवेक्षण है पर्यवेक्षण की लागत कितनी है यह 180 है और फिर हम अगले को लेंगे यह फिर से यहां 180 है बिक्री या उत्पादन का स्तर जो भी हो यह बार बार नहीं बदलेगा और यह 180 होगा यह पर्यवेक्षण है अगला मद किराए का है किराया भी निर्धारित लागत है और यह फिर से 160 है फिर 160 है और फिर यह 160 है ठीक है फिर मूल्यह्रास है अब मूल्यह्रास लागत क्या है मूल्यह्रास 480 480 है और यह 480 है ठीक है फिर अन्य स्थिर लागत है अन्य स्थिर लागत जो हमें दी गई है वह 160 है यह फिर से 160 है और यह फिर से 160 हजार है इसलिए यह 180000 160000 480000 और 160000 है सही अब आप कुल स्थिर लागत की गणना करते हैं यह कुल परिवर्तनीय लागत है अब आप कुल स्थिर लागत की गणना करते हैं तो कुल स्थिर लागत क्या है यहाँ कुल स्थिर लागत कितनी है कुल स्थिर लागत यदि आप यहाँ लेते हैं तो यह यह 980 है 980 हजार डॉलर 980 हजार डॉलर सही है यह स्थिर लागत है इसलिए आप इसे बंद कर सकते हैं और अंत में कुल परिवर्तनीय लागत और कुल स्थिर लागत को जोड़ सकते हैं यदि आप इन दोनों को ध्यान में रखते हैं तब कुल लागत कितना होना चाहिए उत्पादन की कुल लागत और यदि आप यहां उत्पादन की कुल लागत लेते हैं तो यह कितना है यह 6580 डॉलर है यह 7380 डॉलर है और फिर यह 8180 डॉलर है सही है अब हम परिचालन आय की गणना करते हैं यह परिचालन आय है यदि आप परिचालन आय की गणना करते हैं तो इसकी गणना कैसे की जाएगी यह बिक्री में से इस राशि का घटाव होगा बिक्री क्या है यह 7 मिलीयन है और कुल लागत 65 मिलियन है तो इसका मतलब है कि अब परिचालन आय कितनी होने जा रही है परिचालन आय आप कह सकते हैं कि 400 डॉलर 420000 है 42000 डॉलर फिर यह कितना है 620 डॉलर 620000 डॉलर और फिर अंत में यह 9 मिलियन के स्तर के राजस्व के लिए 820 है राजस्व के 8 लाख के स्तर के लिए 620 और राजस्व के 7 मिलियन के स्तर के लिए 420 है तो यह लचीला बजट और विचलन विश्लेषण है इसलिए पहले हमने एक लचीला बजट बनाया है और अब हम विचलन विश्लेषण के लिए जाएंगे तो हम उसके लिए दूसरा विवरण तैयार करेंगे और उसके लिए दूसरा विवरण तैयार करते समय हमें पहले इस विचलन विश्लेषण के लिए स्तम्भ बनाना होगा अतः बजट लचीला बजट का हिस्सा हमने कर लिया है और विचलन विश्लेषण हम अगले विवरण में करेंगे तो हम उस विवरण को बनाते हैं अगला विवरण जैसा कि आप कह सकते हैं विचलन विश्लेषण या प्रदर्शन का सारांश है इसे विचलन विश्लेषण कहा जाता है इसलिए विचलन विश्लेषण में जैसा कि मैंने आपको बताया है हमें कितने स्तम्भ बनाने हैं हमें पांच स्तम्भ बनाने है और ये ५ स्तम्भ है पहला वास्तविक परिणाम है इसलिए पहला स्तम्भ पर्टिकुलर के लिए होगा फिर वास्तविक परिणाम होंगे वास्तविक गतिविधि स्तर पर वास्तविक परिणाम वास्तविक गतिविधि स्तर पर वास्तविक गतिविधि स्तर पर वास्तविक परिणाम फिर लचीला बजट है वास्तविक गतिविधि स्तर के लिए लचीला बजट वास्तविक गतिविधि स्तर और अंतिम है आप इसे मास्टर बजट कहते हैं अंतिम स्तम्भ मास्टर बजट है यदि आप उस विवरण को याद करते हैं जिसके बारे में मैंने आपके साथ PPT में चर्चा की थी तो आपको यह विवरण मास्टर बजट के रूप में मिलेगा और यह स्तम्भ नंबर एक है यह स्तम्भ नंबर तीन है और यह स्तम्भ नंबर पांच है इसके और इस बीच के विचरण को बिक्री गतिविधि विचरण कहा जाएगा और इस स्तम्भ को लचीले बजट विचरण के रूप में जाना जाएगा यह लचीला बजट विचरण है यह स्तम्भ नंबर दो है और यह स्तम्भ नंबर चार है सही है तो ये कुल स्तम्भ हैं और यह वह विवरण है जिसे विचलन विश्लेषण कहा जाता है या आप इसे प्रदर्शन का सारांश कह सकते हैं यह प्रदर्शन का सारांश है सही है इसलिए अब हमने इस विचलन विश्लेषण विवरण का निर्माण किया है इसे हमने बनाया है और इस विचलन विश्लेषण विवरण में अब हम आंकड़े डालने जा रहे हैं ठीक है अब ये क्या है हम पर्टिकुलर से शुरू करेंगे और हमारे पर्टिकुलर क्या है शुद्ध राजस्व यहाँ शुद्ध राजस्व क्या है अब वास्तविक परिणाम या वास्तविक गतिविधियों का स्तर कितना है यह फिर से हज़ार डॉलर में होगा इसकी राशि कितनी होगी यह राशि हजारों में होगी सही है तो वास्तविक परिणाम या वास्तविक गतिविधि स्तर है 7600000 लचीला बजट फिर से राजस्व के 7600000 स्तर के लिए है लेकिन मास्टर बजट क्या था मास्टर बजट 8 मिलियन के लिए था यह 8 मिलियन के लिए है इसलिए वास्तविक परिणाम 76 मिलियन है हमें बजट 76 मिलियन में बदलना है और मास्टर बजट की जानकारी 8 मिलियन राजस्व है यह शुद्ध राजस्व है और इसमें हमें विचलन की गणना करनी है इसलिए यदि हम विचलन की गणना करते हैं तो यह 400 होता है आपकी बिक्री गतिविधि 400000 से कम हो गई है और लचीला बजट विचरण क्या है लचीले बजट और वास्तविक परिणाम में इस विचलन की उम्मीद नहीं है इसलिए यहाँ शून्य विचलन है हमारे पास कोई विचलन नहीं है नहीं है हम किसी भी विचलन की उम्मीद नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होना चाहिए और अब हम कुल परिवर्तनीय लागत लेते हैं कुल परिवर्तनीय लागत क्या है इस स्तर यह अपेक्षित था हम यहां 6400000 डालेंगे 64 मिलियन डॉलर की परिवर्तनीय लागत की उम्मीद की गई थी और इसके अनुपात में यदि आप इसे नीचे लाते हैं तो प्रदर्शन के कम स्तर जो कि 76 मिलियन राजस्व है के लिए यह 6080 होना चाहिए अगर आप 76 मिलियन रुपये की बाज़ार में बिक्री कर रहे तब आपकी परिवर्तनीय लागत आनुपातिक रूप से 6080 होनी चाहिए लेकिन वास्तविक परिवर्तनीय लागत क्या है वास्तविक परिवर्तनीय लागत जो हमें दी गई है यहाँ विवरण को देखें वास्तविक परिवर्तनीय लागत कितनी है यही 6223 है और यही विचलन आ गया है 6223 यह 6223 है और अब हमें विचलन का पता लगाना होगा और यदि आप यहाँ विचलन निकलते हैं तो यह विचलन कितना होगा 143 का प्रतिकूल विचलन है और इसके और इसके बीच का विचलन क्या है यह भिन्नता 320 है इसलिए इसका मतलब है अब यदि आप गणना करते हैं तो हमने शुद्ध राजस्व ले लिया है हमने कुल परिवर्तनीय लागत ले ली है और अब हम योगदान मार्जिन की गणना करते हैं ठीक है हम अब योगदान मार्जिन की गणना करेंगे योगदान मार्जिन क्या है योगदान मार्जिन यदि आप योगदान मार्जिन की गणना करते हैं तो यहां योगदान मार्जिन क्या है यह 1377 डॉलर अपेक्षित था राजस्व स्तर 76 मिलियन है और आपकी कुल परिवर्तनीय लागत 6223 मिलियन है इसलिए इसका मतलब मार्जिन योगदान मार्जिन जो अपेक्षित था या वास्तविक योगदान मार्जिन 3077000 था और यदि आप अपेक्षित योगदान मार्जिन को लचीले बजट के स्तर पर देखते हैं तो इसे कितना होना चाहिए था 7600 घटाव 6080 जो 1520 होने की उम्मीद थी और यहाँ पर जो विचलन है जिसे हमने यहाँ अनुभव किया है वह विचलन 143 है यह नकारात्मक है यह प्रतिकूल है जो कि 1520 घटाव 1377 का अंतर है इसलिए यह विचलन है और यही आंकड़ा यहाँ आया है राजस्व स्तर में कोई विचलन नहीं है और यदि आप इस विचलन की गणना यहाँ करते हैं तो यह कितना अपेक्षित था 1600000 और वास्तव में यह कितना है हमने इसे 80 के रूप में लिया है जो प्रतिकूल है इसलिए स्वाभाविक रूप से बिक्री के 8 मिलियन स्तर और बजटीय स्तर पर76 मिलियन राजस्व पर आपका अपेक्षित योगदान मार्जिन 1600 हजार के बराबर थी योगदान की उम्मीद 1520 थी इसलिए 80 हज़ार का नकारात्मक विचलन है यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण विचलन यह है जो 143 है और प्रतिकूल है जो कि यहाँ नहीं होना चाहिए था अब हम स्थिर लागत के बारे में बात करते हैं तो यहां स्थिर लागत क्या है स्थिर लागत अब हम देखते हैं अपेक्षित स्थिर लागत क्या थी विवरण को देखें अपेक्षित स्थिर लागत 980 थी लेकिन वास्तव में यह राजस्व के 76 मिलियन स्तर के लिए 981 है तो यहाँ 980 की उम्मीद की गई थी और इस स्तर पर कितना होने की उम्मीद थी इसे फिर से उसी स्तर पर होने की उम्मीद थी और यह 980 है लेकिन वास्तव में यह 981 हजार डॉलर है इसलिए अब विचलन है इस स्तर पर किसी भी प्रकार के विचलन की उम्मीद नहीं की जाती है लेकिन इस स्तर पर विचलन आ गया है और यह विचलन कितना है यह विचलन 1 है और यह प्रतिकूल है तो आखिरकार अब हमें परिचालन आय का पता लगाना चाहिए यदि आप कुल लागत घटाने के बाद बिक्री राजस्व से परिवर्तनीय लागत और स्थिर लागत यहाँ परिचालन आय की गणना करते हैं तब आपकी परिचालन आय कितनी है वास्तविक परिणाम पर वास्तविक गतिविधि स्तर पर यह कितना है यह 1337 घटाव 981 है यह 396 हजार डॉलर जैसा कुछ है यह कितना है यह प्रतिकूल १४४ के रूप में आ रहा है यह जोड़ यह इन दोनोंका योग और यहाँ यह कितना है यह 1520 घटाव 980 है यह कितना होने की उम्मीद है यह 520 हजार है और यदि आप इसे देखते हैं तो इस विचलन की उम्मीद थी इसका मतलब है कि परिचालन आय मास्टर बजट स्तर पर बजटेड परिचालन आय कितनी अपेक्षित थी यह 620 है लेकिन वास्तव में लचीले बजट स्तर पर यह घटकर 540 तक आने की उम्मीद थी इसलिए यह विचलन निश्चित रूप से यहाँ रहने जा रहा है और यह 80 प्रतिकूल है तो किसी भी मामले में यह विचलन महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि आपका मास्टर बजट 8 मिलियन राजस्व के लिए है और वास्तविक प्रदर्शन में 4 लाख की कमी आई है तो इसका मतलब है कि यह 76 मिलियन राजस्व पर आ गई है इसलिए ये दो स्तम्भ हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं स्तम्भ नंबर 1 और स्तम्भ नंबर 3 और यह विचलन इन दो कॉलमों के प्रदर्शन स्तर के बीच अंतर के कारण हुई है और ये विचलन सामने आये है इसलिए हमने विचलन प्रतिकूल विचलन को परिवर्तनीय लागत में भी देखा है और यहां चिंता का कारण यह है कि हमने विचलन को स्थिर लागत में भी देखा है जिसकी अनुमति नहीं है जो वांछनीय नहीं है इसलिए हमें देखना होगा कि यहाँ क्या हुआ है तो परिचालन आय अगर आप इस अंतिम विवरण को देखते हैं परिचालन आय जो 540 मिलियन डॉलर होने की उम्मीद थी 76 मिलियन राजस्व के प्रदर्शन के स्तर पर लेकिन वास्तव में यह घटकर 396 हजार डॉलर हो गया है और एक नकारात्मक विचलन 144 हजार डॉलर का है जो चिंता का कारण है यदि आप इस संघनित विवरण या सारांश रिपोर्ट को देखते हैं तो आप आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि यह विचलन दो कारणों से सामने आई है क्योंकि बजट स्तर की तुलना में लागत के दोनों घटक बहुत अधिक हो गए हैं इसलिए परिवर्तनीय लागत भी 143000 डॉलर बढ़ गई है और स्थिर लागत 1000 डॉलर बढ़ गई है इसलिए हमने यहां पाया है कि 14400 डॉलर का कुल नकारात्मक विचलन है जिसके कारण परिचालन आय 542 के बजट स्तर से नीचे आ गई है यह 396000 डॉलर है जो चिंता का एक गंभीर कारण है इसलिए यह सब जानने के बाद सारांश रिपोर्ट या विचलन विश्लेषण तैयार करके अब हमें विस्तार से इस स्तंभ का विस्तृत विश्लेषण करना होगा जो हमें करना है और हमें इन विचलनो को और विच्छेदित करना होगा कि परिवर्तनीय लागत में यह नकारात्मक परिवर्तन क्यों हुआ है क्यों स्थिर लागत में ऋणात्मक विचरण हैं क्यों स्थिर लागत बढ़ी है क्यों परिवर्तनीय लागत बढ़ी है क्यों परिवर्तनीय लागत में नकारात्मक विचलन हैं स्थिर लागत में नकारात्मक विचरण क्यों हैं इसके लिए हमें इस स्तंभ के आगे के विश्लेषण के लिए जाना होगा और इस जानकारी इन विचलनो के विश्लेषण के आधार पर हमें सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस बार परिवर्तनीय लागत में वृद्धि हुई है और इससे हमारी परिचालन आय प्रभावित हुई है स्थिर लागत में वृद्धि हुई है और हमारी परिचालन आय को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है अगली बार अगली तिमाही में ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए हम इसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे ताकि एक और विवरण तैयार किया जा सके और फिर हम इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश करेंगे और उन कारणों को दूर करेंगे ताकि इस प्रकार के परिवर्तन दोबारा न हों और वे हमारी परिचालन आय को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करे इस प्रकार इन विचलनो कुल 144000 की मात्रा वाले नकारात्मक विचरण के कारणों को बताने वाला मैं अगला विवरण तैयार करूंगा तीसरा विवरण और वह विवरण अगली कक्षा में तैयार किया जाएगा और नकारात्मक विचरण के कारणों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कि परिवर्तनीय लागत और निर्धारित लागत में यहाँ हुई हैं